छात्रों का स्वागत हैं अच्छा तो हम श्रम विचरणो के बारे में सीखने की प्रक्रिया में हैं और पिछली कक्षा में मैंने आपके साथ चार बुनियादी श्रम विचरणो की गणना कैसे करें इस पर चर्चा की थी वे है श्रम लागत विचरण श्रम दर विचरण श्रम दक्षता विचरण और श्रम निष्क्रिय समय विचरण सही है इसलिए इस प्रकार के विचरणो यानि श्रम विचरणो की श्रेणी में अगला विचरण श्रम मिश्रण विचरण हैं सभी गिरोह संरचना विचरण और श्रम प्रतिफल विचरण हैं गिरोह संरचना विचरण या श्रम प्रतिफल विचरण की गणना करते है क्योंकि हम जिस तरह से सामग्री विचरण में सामग्री मिश्रण विचरण की गणना करते हैं तो श्रम का भी मिश्रण है श्रम में भी मिश्रण है इसलिए हम इसे गिरोह संरचना कहते हैं क्योंकि किसी भी रूप में श्रमिकों की विभिन्न श्रेणी की आवश्यकता होती है जैसे कुशल श्रमिक अर्ध कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक सही है तो विभिन्न प्रकार के कामों को करने के लिए विभिन्न प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता होती है और उस तरह से कुल श्रम संरचना तीन हिस्सों से बनी है यह तीन प्रकार के मजदूरों का समूह है जो है अकुशल श्रम अर्ध कुशल श्रम और कुशल श्रम है यह लोगों की संख्या की आवश्यकता पर निर्भर करता है कि कितने कुशल लोगों की आवश्यकता है कितने अर्ध कुशल लोगों की आवश्यकता है और कितने अकुशल लोगों की आवश्यकता है क्योंकि श्रम की कीमत श्रम के भुगतान की दर श्रम की योग्यता और कौशल के आधार पर अलग अलग है क्योंकि कुशल श्रमिक अर्ध कुशल की तुलना में महंगे होंगे और अकुशल की तुलना में अर्ध कुशल महंगा होगा इसलिए हमें बहुत सावधानी से श्रम मिश्रण तय करना होगा अगर आपको किसी अकुशल श्रमिक की आवश्यकता है और आप अकुशल श्रमिक को अर्ध कुशल श्रमिक से बदल देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने क्या किया आप लागत श्रम लागत बढ़ाने जा रहे हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं दुसरे तरह से यह भी हो सकता है कि यदि एक कुशल श्रमिक आसानी से उपलब्ध नहीं है या उदाहरण के लिए आपको 5 कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है और केवल 4 उपलब्ध हैं इसलिए हम सोच सकते हैं कि क्या एक कुशल श्रमिक की गैर उपलब्धता को 2 अर्ध कुशल श्रमिकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है यह देखना पड़ेगा इसलिए हमें श्रम संरचना या श्रमिक मिश्रण या गिरोह संरचना इस तरह से बनानी होगी कि संगठन में कर्मचारियों या श्रमिकों का एक इष्टतम मिश्रण बने और श्रम की लागत नियंत्रण के भीतर रहे है इसलिए यहाँ श्रम मिश्रण विचरण या गिरोह सरंचना विचरण ज्ञात करने की स्थिति सामने आती है जब आप श्रम मिश्रण विचरण या गिरोह सरंचना विचरण की गणना करते हैं तो हमारे पास चार अलग अलग स्थितियों होती है हमें चार अलग अलग स्थितियों का सामना करना पड़ता है और उन चार अलग अलग स्थितियों में हमें इस बारे में सीखना होगा कि यदि इन चार में से कोई भी स्थिति फर्म में होती है तो कौन सा सूत्र उपयोगी होगा या हम किसका उपयोग करेंगे क्योकि चारों स्थितियों के लिए सूत्र अलग अलग हैं सूत्रों में थोड़ा परिवर्तन है यूँ कहे कि बहुत महत्वपूर्ण अंतर नहीं है लेकिन सूत्रों में कुछ अंतर हैं इसलिए हमें बहुत सावधानी से श्रम मिश्रण की संरचना की स्थिती की पहचान करनी होगी और उसके अनुसार आपको यह पता लगाना होगा कि हमने किस प्रकार के मानक बनाये है क्योंकि हर फर्म उन मानकों को बनाएगी कि हमें 2 कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है हमें चार अर्ध कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है और हमें आठ अकुशल श्रमिकों आवश्यकता है सही है तो उस तरह की संरचना की आवश्यकता हो सकती है और अगर उस तरह की संरचना की आवश्यकता होती है तो उस स्थिति में हमें उस बारे में सोचना होगा कि जैसे कहिये कि यह एक मानक संरचना है तो अब वह वास्तविक संरचना क्या है क्योंकि मानक का निर्धारण हो गया है 2 4 8 सही है 2 कुशल 4 अर्ध कुशल और 8 अकुशल श्रमिक चाहे वास्तव में वे आसानी से उपलब्ध हैं या नहीं यह संभव हो सकता है कि 2 कुशल श्रमिकों के स्थान पर हमारे पास केवल 1 उपलब्ध हो और हमें उस एक कुशल श्रमिक की कमी को 2 अकुशल श्रमिकों से पूरा करना पड़े तो उस स्थिति में क्या होगा हमारी वास्तविक सरंचना होगी 1 कुशल 6 अर्ध कुशल और 8 अकुशल श्रमिक इसलिए वास्तविक और मानक को हमें अंतर खोजना होगा अगर मानक वास्तविक के साथ है या वास्तविक मानकों के अनुसार है तब कोई प्रश्न नहीं है कोई मुद्दा नहीं हैं लेकिन अगर कोई अंतर है तो हमें उसे खोजना होगा और हमें विचरण जैसे श्रम मिश्रण या गिरोह सरंचना विचरण की गणना करनी होगी इसलिए हम यहां पहली स्थिति पहले मामले में इनका पता लगायेंगे इसलिए श्रम मिश्रण विचरण जिसे आप गिरोह सरंचना विचरण भी कह सकते है की गणना के लिए पहला मामला क्या है मैं यहां यह कहूंगा मैं इसे श्रम मिश्रण विचरण कहूँगा और अगर आप श्रम मिश्रण विचरण के बारे में बात करते हैं तो ऐसी स्थिती में पहला मामला यह है कि अगर श्रम के मानक संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ है अगर श्रम बल की मानक संरचना में कोई बदलाव नहीं है और खर्च किया गया कुल समय कुल मानक समय के बराबर है तो यह पहली स्थिति है मैं इसे दोहराता हूं अगर श्रम बल की मानक संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ है और खर्च किया गया कुल समय कुल मानक समय के बराबर है तो आप इस श्रम मिश्रण विचरण की गणना कैसे करेंगे मानक संरचना की मानक लागत मानक श्रम संरचना घटाव वास्तविक श्रम संरचना की मानक लागत पहले मामले में श्रम मिश्रण विचरण है अगर श्रम बल की मानक संरचना में कोई बदलाव नहीं है और खर्च किया गया कुल समय कुल मानक समय के बराबर है इसलिए सूत्र है मानक संरचना की मानक लागत घटाव वास्तविक संरचना की मानक लागत दूसरी स्थिति है यह पहली स्थिति है उदाहरण के लिए जब कोई परिवर्तन नहीं है हमने तय किया कि हमें 2 कुशल श्रमिकों 4 अर्ध कुशल श्रमिकों और 8 अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता है यह मानक था और श्रम दर भी तय था उदाहरण के लिए मानक के अनुसार हम कुशल के लिए हम 10 रुपये प्रति घंटे का भुगतान करेंगे अर्ध कुशल के लिए हम 6 रुपये प्रति घंटे का भुगतान करेंगे और अकुशल के लिए हम 4 रुपये प्रति घंटे का भुगतान करेंगे वास्तव में जब हमने श्रमिकों को काम पर रखा था तो हम आवश्यक संख्या में श्रमिकों को पा सकते थे मानक के अनुसार पूर्वनिर्धारित लागत पर हमें वास्तविक में भी मिल सकती थी और वह लागत थी मानक लागत कुशल अर्ध कुशल और अकुशल के लिए कितनी थी यही चीज़ आप वास्तविक के लिए भी निकाल सकते हैं तो उस मामले में इसका मतलब है कि श्रम मिश्रण विचरण के लिए एक सरल बहुत सरल सूत्र है मानक श्रम संरचना की मानक लागत घटाव वास्तविक श्रम संरचना की मानक लागत क्योंकि लागत समान है लागत नहीं बदल रही है प्रति श्रमिक लागत नहीं बदल रही है इसलिए उदाहरण के लिए यदि लागत 8 6 और 4 प्रति घंटे या प्रति श्रमिक प्रति घंटे है तो वह मानक बना रहेगा और वास्तविक समान है मानक और वास्तविक समान है साथ ही जहाँ तक श्रमिक की संरचना का संबंध है तो श्रमिकों की संरचना में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इसलिए हमने जो भी मानक के रूप में तय किया था वही वास्तविक भी है और हम श्रमिकों की उसी संख्या श्रमिकों के उसी प्रकार को प्राप्त कर रहे हैं हम इस मूल्य का भुगतान कर रहे हैं क्योंकि यह मानकीकृत मूल्य था इसलिए इसमें कोई प्रश्न नहीं है बिल्कुल भी कोई मुद्दा नहीं है और हम आसानी से विचरण का पता लगाने की स्थिति में हैं श्रम मिश्रण विचरण का दूसरा मामला होगा यदि श्रम बल की मानक संरचना को संशोधित किया जाता है यदि श्रम बल की मानक संरचना को विशेष प्रकार के श्रम की कमी के कारण संशोधित किया जाता है और खर्च किया गया कुल समय कुल मानक समय के बराबर होता है अब पहले भाग में थोड़ा बदलाव है हमें मानक को संशोधित करना होगा क्योकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले मामले में हमने जो तय किया था वह था 2 कुशल 4 अर्ध कुशल और 8 अकुशल श्रमिक लेकिन उदाहरण के लिए हमें 2 कुशल श्रमिक नहीं मिले हमें केवल एक ही कुशल श्रमिक मिला हमें उस 1 कुशल श्रमिक की कमी को 2 और अर्ध कुशल श्रमिकों से बदलना पड़ा तो नई संरचना ऐसी बनेगी कि 1 कुशल श्रमिक होगा तब आपको 6 अर्ध कुशल श्रमिक और 8 अकुशल श्रमिक मिलेंगे इसलिए कुशल और अर्ध कुशल प्रकार के श्रमिकों या श्रमिकों के प्रकार के संरचना में बदलाव हुआ है और इसके लिए हमें यह जानना होगा या कहिये कि हमें श्रम मिश्रण विचरण में बदलाव थोड़ा परिवर्तन लाना होगा इस सूत्र में क्या परिवर्तन होगा इस मामले में श्रम मिश्रण विचरण होगा श्रम मिश्रण विचरण बदलेगा क्योंकि एक विशेष प्रकार के श्रम की कमी के कारण मानक को संशोधित किया जाता है इसलिए सूत्र क्या होगा वह होगा संशोधित मानक संरचना की मानक लागत घटाव वास्तविक श्रम संरचना की मानक लागत तो इसका मतलब है कि एक परिवर्तन है जो यहाँ इस मामले में नहीं है यानि आप मानक को संशोधित कर रहे हैं क्योंकि 1 प्रकार के श्रम की कमी है और हम एक कुशल श्रमिक की कमी को 2 अर्ध कुशल श्रमिको से पूरा कर रहे है1 तो अब कमी के कारण नई संरचना नया मानक होगा 1 कुशल 3 अर्ध कुशल और 4 अकुशल श्रमिक होंगे या एक तरह से 1 कुशल 6 अर्ध कुशल और फिर 8 अकुशल क्योंकि मूल मानक 2 4 और 8 था लेकिन अब यह संशोधित 1 6 और 8 है इसलिए यह परिवर्तन हुआ है आपको सूत्र में इतना मामूली परिवर्तन करना होगा इसलिए यह केवल मानक श्रम संरचना की मानक लागत नहीं होगी बल्कि संशोधित मानक श्रम संरचना की मानक लागत होगी यह संशोधित मानक संरचना की मानक लागत घटाव वास्तविक श्रम संरचना की मानक लागत होगी सही है अब हम तीसरे मामले को देखते हैं श्रम मिश्रण विचरण के तीसरे मामले में तीसरा मामला क्या है यदि श्रम का कुल वास्तविक समय श्रम के कुल मानक समय से भिन्न होता है यदि श्रम का कुल वास्तविक समय श्रम के कुल मानक समय से भिन्न होता है तो इसका मतलब है कि मानक समय क्या निर्धारित था यह वास्तविक के संबंध में नहीं है वास्तव में हमने घंटों की संख्या में वृद्धि या कमी की है हमने निर्णय लिया था कि किसी काम को पूरा करने के लिए हमें इतने कुल घंटो की जरुरत होगी कहिये उन कुशल अर्ध कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए कुल घंटे की संख्या 10 घंटे या 20 घंटे निर्धारित की गई थी लेकिन वास्तव में यह मानक था लेकिन वास्तव में जब हम उत्पादन के लिए गए तो संरचना तो वही है लेकिन घंटों की संख्या बदल गई है इसलिए जब घंटों की संख्या बदल गई थी तो इसका मतलब है कि अब काम पर खर्च किए गए वास्तविक घंटे काम के मानक घंटों के बराबर नहीं हैं तो इसका मतलब है कि अब इसमें अंतर है इसलिए मैं कह रहा हूं कि तीसरा मामला यह है कि अगर श्रम का कुल वास्तविक समय श्रम के कुल मानक समय से भिन्न होता है तो अब हम किस सूत्र का उपयोग करेंगे वह सूत्र जो हम तीसरे मामले में श्रम मिश्रण विचरण की गणना के लिए उपयोग करेंगे तो तीसरे मामले में श्रम मिश्रण विचरण होगा वास्तविक श्रम संरचना का कुल समय भाग मानक श्रम संरचना का कुल समय गुणा मानक श्रम संरचना की मानक लागत घटाव वास्तविक श्रम संरचना की मानक लागत यह सूत्र है जो लगभग सामग्री मिश्रण विचरण के समान है वहां सूत्र क्या था सूत्र था वास्तविक मिश्रण का कुल वजन भाग मानक मिश्रण का कुल वजन गुणा मानक मिश्रण की मानक लागत घटाव वास्तविक मिश्रण की मानक लागत यह सामग्री मिश्रण विचरण था यहां इस मामले में आप सामग्री को श्रम से प्रतिस्थापित कर रहे है जब आप सामग्री को श्रम के साथ बदल रहे हैं आप यहाँ जो निकाल रहे हैं वह वास्तविक श्रम संरचना का कुल समय है वहां यह वास्तविक सामग्री का कुल वजन था और यहाँ यह वास्तविक श्रम संरचना का कुल समय भाग मानक श्रम संरचना का कुल समय गुणा मानक श्रम संरचना की मानक लागत घटाव वास्तविक श्रम संरचना की मानक लागत यानि वास्तविक श्रम संरचना की मानक लागत है और अब श्रम मिश्रण विचरण के चौथे प्रकार की स्थिति है चौथे प्रकार की स्थिति वह होती है जब मानक को संशोधित किया जाता है यदि मानक को किसी भी कारण से संशोधित किया जाता है कारण चाहे जो भी हो यदि मानक को किसी भी कारण से संशोधित किया जाता है शायद श्रम की अनुपलब्धता शायद श्रम के मानकीकृत प्रकार की जरुरत नहीं रहने के कारण कोई भी कारण अगर मानक को किसी भी कारण से संशोधित किया जाता है अगर मानक को संशोधित किया जाता है और श्रम का कुल समय भिन्न होता है श्रम का कुल वास्तविक समय श्रम के मानक समय से भिन्न होता है तब आप उस स्थिति में श्रम मिश्रण विचरण की गणना कैसे करेंगे तो यहां आपको थोड़ा बदलाव करना होगा और यह परिवर्तन वास्तविक श्रम संरचना के कुल समय में होगा इसलिए सूत्र ऐसा हो जाएगा वास्तविक श्रम संरचना का कुल समय भाग मानक श्रम संरचना का संशोधित समय अब संशोधित शब्द जोड़ना पड़ेगा संशोधित मानक श्रम संरचना का कुल समय गुणा संशोधित मानक श्रम संरचना की मानक लागत घटाव वास्तविक श्रम संरचना की मानक लागत तो ये 4 स्थितियां हैं पहली स्थिति वह है जब मानक समय और वास्तविक समय समान होते हैं तो श्रम मिश्रण विचरण की गणना कैसे करें दूसरा यह है कि जब कुल मानक समय और वास्तविक समय समान होता है लेकिन श्रम संरचना को संशोधित किया जाता है जैसे कभी कभी किसी कुशल श्रमिक के स्थान पर आप 1 कुशल श्रमिक को 2 अर्ध कुशल श्रमिकों से बदल देते हैं इसलिए अगर ऐसा है तो हमें दूसरे सूत्र का उपयोग करना होगा तीसरा सूत्र वह है जब कुल वास्तविक समय मानक समय से भिन्न होता है हमें सूत्र का पता लगाना होता है और वह तीसरा सूत्र है जिसका हमें उपयोग करना होगा और चौथा यह है कि यदि किसी कारण से मानक को संशोधित किया जाता है चौथे सूत्र में 2 स्थितियां हैं पहली शर्त यह है कि मानक भी संशोधित किया गया है और सूत्र में दूसरा परिवर्तन यह है कि श्रम के वास्तविक समय और श्रम के मानक समय में अंतर है तो पहली बात श्रम के वास्तविक समय और श्रम के मानक समय में अंतर है और दूसरी शर्त यह है कि मानक भी संशोधित है इसलिए जब हम पहले मामले को हल करते तब मानक और वास्तविक समय समान है तो आप पहले सूत्र और दूसरे सूत्र का उपयोग करेंगे लेकिन जब वास्तविक और मानक समय अलग अलग होता है और यदि मानक को संशोधित किया जाता है तो आप तीसरे और चौथे सूत्र का उपयोग करते हैं तो हमें प्रश्न का पता लगाना होगा जब स्थिति यह हो कि दोनों समय समान हों तो पहला सूत्र दूसरा सूत्र जब दोनों समय समान हों लेकिन हमें मानक संशोधित करना है इसलिए हम मानक को संशोधित करते हैं और वास्तविक संशोधित मानक के अनुसार हो तब दूसरा सूत्र है तीसरा तब है जब जब दोनों समय असमान हों वास्तविक समय अलग होता है मानक समय अलग होता है फिर तीसरा सूत्र और चौथे सूत्र में दोनों समय असमान होते हैं वास्तविक समय अलग है मानक समय भी अलग है और एक विशेष प्रकार के श्रम की कमी के कारण मानक भी संशोधित किया गया है तो उस स्थिति में हमें चौथे सूत्र का उपयोग करना होगा इसलिए इन 4 सूत्रों का हमें उपयोग करना होगा और फिर हमें आम निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि श्रम मिश्रण विचरण या गिरोह संरचना विचरण की गणना कैसे करें मोटे तौर पर वे सामग्री मिश्रण विचरण के समान हैं यहां हम सामग्री शब्द को श्रम से बदल रहे है और सामग्री के मामले में हम श्रम को सामग्री से बदल रहे हैं अब हम इस श्रेणी के अंतिम विचरण के बारे में सीखते हैं और वह है श्रम प्रतिफल विचरण या श्रम निर्गत विचरण वहां हमने सामग्री प्रतिफल विचरणो की गणना की क्योंकि जब हम आगत प्राप्त करते हैं तब हमें आगत के संदर्भ में निर्गत की गणना करनी पड़ती है यानि सामग्री के सन्दर्भ में निर्गत की गणना आगत के सापेक्ष करते है यहां हमें श्रम के सन्दर्भ में आगत और निर्गत का पता लगाना है मानक समय क्या था वास्तविक समय क्या था और मानक क्या था जैसे अपेक्षित श्रम उत्पादकता वास्तविक श्रम उत्पादकता कितनी है इसे इस श्रेणी में पाँचवें विचरण के रूप में जाना जायेगा श्रम लागत विचरण श्रम दर विचरण श्रम दक्षता विचरण श्रम निष्क्रिय समय विचरण श्रम मिश्रण विचरण की गणना के बाद अंतिम विचरण श्रम प्रतिफल विचरण या श्रम निर्गत विचरण होगा और इस मामले में श्रम प्रतिफल विचरण की गणना के लिए सूत्र है प्रति इकाई मानक श्रम लागत समय की प्रति इकाई मानक श्रम लागत है आप इसे कह सकते है समय की मानक श्रम इकाई गुणा इकाइयों में वास्तविक प्रतिफल घटाव वास्तविक कार्यसमय से अपेक्षित इकाइयों में मानक प्रतिफल यानि यह श्रम प्रतिफल विचरण है प्रति इकाई मानक श्रम लागत समय की प्रति इकाई मानक श्रम लागत है आप इसे कह सकते है समय की मानक श्रम इकाई गुणा इकाइयों में वास्तविक प्रतिफल घटाव वास्तविक कार्यसमय से अपेक्षित इकाइयों में मानक प्रतिफल मुझसे यहाँ समय छुट गया यह काम किया हुआ वास्तविक समय है तो यह श्रम प्रतिफल विचरण को निकालने में हमारी मदद करने वाला सूत्र है तो अब हम इस बारे में जान गए है कि सामग्री विचरणो की तरह आप श्रम विचरणो की गणना भी कर सकते हैं सामग्री विचरणो के मामले में हमारे पास 5 विचरण हैं श्रम विचरण के मामले में भी हमारे पास 5 विचरण हैं इसके बीच एक और विचरण है जो है श्रम निष्क्रिय समय विचरण लेकिन मोटे तौर पर पहला विचरण श्रम लागत विचरण है वहां यह सामग्री लागत विचरण है यहाँ यह श्रम दर विचरण की है वहाँ यह सामग्री मूल्य विचरण है यहाँ यह श्रम दक्षता विचरण है वहाँ यह सामग्री उपयोग विचरण है यहाँ एक अतिरिक्त विचरण है जो निष्क्रिय समय विचरण है और यहाँ अगला श्रम मिश्रण विचरण या गिरोह संरचना विचरण है वहाँ यह सामग्री मिश्रण विचरण था और अंत में दोनों एक है जो श्रम के मामले में श्रम प्रतिफल विचरण है और सामग्री के मामले में यह सामग्री प्रतिफल विचरण था सही है तो अब हमने यह सिख लिया है कि सामग्री विचरण की तरह श्रम विचरण की गणना कैसे करें तो अब अगली बात यह है कि हम इस बारे में सीखेंगे कि हम श्रम विचरण की गणना कैसे करें श्रम विचरणो की गणना के लिए अब मैं एक प्रश्न पत्रक लाया हूं हम सामग्री विचरण की तरह फिर से शुरू करेंगे हम बहुत ही सरल प्रश्न से शुरू करते हैं और फिर हम जटिलता के स्तर को बढ़ाएंगे और फिर हम यह जानेंगे कि श्रम के संबंध में विभिन्न विचरणो की गणना कैसे करें जैसे हमने सामग्री के मामले में 3 या 4 प्रश्नों पर चर्चा किआ हमने बहुत ही सरल प्रश्न से शुरू किया और फिर हम जटिल प्रश्न की ओर बढ़े और उस जटिल प्रश्न में यदि आपको याद हो हमने 2 3 प्रश्नों को हल किआ अपव्यय की प्रश्न थी अगर अपव्यय है तो उसे कैसे समायोजित किया जाए प्रारंभिक और अंतिम रहतिया की प्रश्न थी कि अगर प्रारंभिक और अंतिम रहतिया की प्रश्न है तो उसे कैसे समायोजित किया जाए और वहां प्रारंभिक रहतिया के मूल्य निर्धारण की प्रश्न थी यदि प्रारंभिक रहतिया की कीमत नहीं दी गई है तो हमें उस सामग्री के प्रारंभिक रहतिया की क्या कीमत लेनी होगी तो वह एक जटिल प्रश्न थी जो सामग्री विचरणो से संबंधित लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों को समेटे हुए थी तो इसी तरह से श्रम विचरण के मामले में भी हम बहुत ही सरल प्रश्न से शुरुआत करेंगे और फिर हम अलग अलग प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे और जटिलता के स्तर को बढ़ाएंगे और यहाँ इस पत्रक इस प्रश्न पत्रक में दिया गया पहला प्रश्न श्रम विचरणो के बारे में है पहला प्रश्न बहुत सरल है और यदि आप इस प्रश्न को देखते हैं तो हमें दिया गया प्रश्न है एक विनिर्माण इकाई में एक महीने के लिए मानक समय 8000 घंटे निर्धारित है यह वो 8000 घंटे है जितने कुल श्रमिक काम करेंगे विभिन्न प्रकार के श्रमिक कुशल अर्ध कुशल और अकुशल घंटे के संदर्भ में कुल श्रम समय 8000 घंटे के रूप में तय किया गया था 2 दशमलव 25 या 2 रुपए 25 पैसे प्रति घंटे की एक मानक मजदूरी दर तय की गई है वास्तव में एक महीने के दौरान 50 श्रमिकों को नियुक्त किया गया था अब आप देखिये एक महीने के दौरान 50 श्रमिकों को नियुक्त किया गया था और महीने में औसत कार्य दिवस 25 हैं महीने में औसत कार्य दिवस 25 हैं एक श्रमिक एक दिन में 7 घंटे काम करता है एक श्रमिक एक दिन में 7 घंटे काम करता है महीने के लिए कारखाने की कुल मजदूरी 21875 रुपये होती है बिजली की विफलता के कारण काम रुक गया था जिसे आप सौ घंटे का निष्क्रिय समय कह सकते हैं तो इस जानकारी की मदद से हमें विभिन्न श्रम विचरणो की गणना करनी है तो इस मामले में आपको घंटों की मानक संख्या और मानक दर जो कि 2 रुपए 25 पैसे है दी हुई है ठीक है अब हमें श्रमिक और दिन की संख्या भी दी हुई है वास्तव में हमने विभिन्न श्रेणियों में श्रमिकों को काम पर रखा है और उन्होंने महीने में 25 दिन काम किया है और एक दिन में काम करने का समय 7 घंटे था और कुल वेतन कारखाने के लिए होगा कारखाने के लिए वास्तविक वेतन 21875 था और निष्क्रिय समय की भी समस्या है निष्क्रिय समय सौ घंटे का है और उस निष्क्रिय समय को आप असामान्य निष्क्रिय समय कह सकते हैं जब यह असामान्य निष्क्रिय समय होता है तो कुछ भी नहीं किआ जा सकता है जब बिजली नहीं है श्रमिक संयंत्र पर उपलब्ध है लेकिन बिजली वहां नहीं है यह श्रम की दक्षता में नहीं है अतः श्रम दक्षता विचरण की गणना करते समय हमें इन सौ घंटों को अलग करना होगा और हमें चौथे विचरण की अलग से गणना करनी होगी जो श्रम निष्क्रिय समय विचरण है ठीक है तो इस मामले में अब हम सीखेंगे कि वो विभिन्न प्रकार के कौन से विचरण हैं जिनकी हम गणना कर सकते हैं देखिये आपको बहुत ही सरल जानकारी दी हुई है एक साधारण जानकारी जो आपको नहीं दी गई है हमें 50 श्रमिक दिए जाते हैं लेकिन श्रमिकों की श्रेणियां नहीं दी जाती हैं इसलिए एक बात बहुत स्पष्ट है कि हम इस संबंध में या इस प्रश्न में श्रम मिश्रण विचरण की गणना नहीं कर सकते हैं दूसरी बात यह है कि हमें निर्गत नहीं दिया हुआ है कि कितना निर्गत था या कितना आगत दिया गया था कितना निर्गत अपेक्षित है इसकी जानकारी भी हमें नहीं दी गई है हमें केवल श्रम की वास्तविक लागत और निष्क्रिय समय के संबंध में मानक और वास्तविक जानकारी दी हुई है इसलिए इस जानकारी को देखते हुए यह एक बहुत ही सरल प्रश्न है यह बहुत स्पष्ट है यह एक सामान्य प्रश्न है और यहाँ इस प्रश्न में हमें मूल रूप से केवल 3 विचरण श्रम लागत विचरण श्रम दर विचरण और श्रम दक्षता विचरण की गणना करनी होगी और चौथा विचरण श्रम निष्क्रिय समय विचरण होगा क्योंकि 100 घंटे का एक असामान्य निष्क्रिय समय है तो अब हम विभिन्न श्रम विचरणो की गणना करते हैं श्रम लागत विचरण हमें श्रम लागत विचरण की गणना करनी होगी इसलिए अब हम इसे निकालेंगे और इस पहले मामले में हमें कुछ पूर्व गणनाएं करनी होंगी यानि इन विचरणो श्रम लागत श्रम दर और दक्षता विचरण की गणना करने से पहले हमें कुछ गणनाएँ करनी होंगी क्योंकि हमारे पास प्रति घंटे वास्तविक दर नहीं है हमें प्रति घंटे वास्तविक दर नहीं ज्ञात है हमें प्रति घंटे मानक दर दी हुई है इसलिए श्रम दर विचरण की गणना करते समय हमें इस वास्तविक दर की आवश्यकता होगी और वास्तविक दर हमें नहीं दिया हुआ है यदि प्रति घंटे वास्तविक दर यह हमें नहीं दिया हुआ है तो इस मामले में आपको यह पता लगाना होगा तो विचरणो को निकालना शुरू करने से पहले हम गणना कर लेते हैं इसलिए मानक समय कितना है कितना है मानक समय हमें मानक समय 8000 घंटे दिया हुआ है तो यह 8000 घंटे है और मानक मजदूरी दर मानक मजदूरी दर कितने के बराबर है 225 रूपये मानक मजदूरी दर 225 रूपये प्रति घंटा है यह प्रति घंटा है और फिर हमें वास्तविक समय दिया हुआ है इसलिए यदि आप वास्तविक समय को देखते हैं कितने 50 श्रमिक हैं एक महीने में वे कितने दिन काम करते हैं और कितने कार्य दिवस हैं एक दिन में काम के कितने घंटे हैं इतना इसलिए यह कितना होगा यह 8750 घंटे 8750 घंटे है तो अब आप आसानी से वास्तविक मजदूरी दर वास्तविक मजदूरी दर का पता लगा सकते हैं और यह कितना है 21875 भाग कितना 8750 वास्तविक घंटे तो प्रति घंटे की मजदूरी दर वास्तविक मजदूरी दर कितनी होगी 25 रुपये प्रति घंटे वास्तविक मजदूरी दर 25 रुपये प्रति घंटे है यह अब हम ज्ञात कर चुके हैं अब हमारे पास सभी 4 प्रकार की जानकारी है मानक समय उपलब्ध है प्रति घंटे मानक मजदूरी दर उपलब्ध है वास्तविक समय उपलब्ध है और वास्तविक मजदूरी दर उपलब्ध है तो शुरुआती 3 विचरण को निकालने में कोई समस्या नहीं होगी तो अब हम एलसीवी श्रम लागत विचरण की गणना करते हैं और इस मामले में श्रम लागत विचरण श्रम होगा श्रम की मानक लागत घटाव श्रम की वास्तविक लागत तो श्रम की मानक लागत 8000 घंटे गुणा 225 घटाव होगी हमें वास्तविक समय दिया हुआ है वास्तविक समय कितना है हमें दिया गया वास्तविक समय 8750 है और वास्तविक दर क्या है यह 25 है यह हमें पहले से ही दिया हुआ है लेकिन इस तरह से गणना करते हैं तो श्रम की मानक लागत क्या है श्रम की मानक लागत 18000 रुपये है हम इसे 18000 रुपये की श्रम लागत कह सकते हैं और यहां यह 21800 और 21875 है जो हमें दिया हुआ है तो कोई समस्या नहीं है इसलिए यदि आप इस अंतर की गणना करते हैं तो यह अंतर श्रम लागत विचरण कितना होता है 3875 है और यह 3875 प्रतिकूल है श्रम लागत विचरण 3875 रुपये है जो प्रतिकूल विचरण है जो ख़राब विचरण है अर्थात हमने जो वास्तविक श्रम लागत का भुगतान किया है वह मानक श्रम लागत से अधिक है वास्तव में जो संशोधित मानक था हमने उससे अधिक का भुगतान किया है और यह अंतर की राशि 3875 रूपए होती है जिसे आप प्रतिकूल या प्रतिकूल श्रम लागत विचरण कहते हैं अब हमें इसके कारणों का पता लगाना होगा कि क्या हमारे द्वारा भुगतान की गई श्रम दर अधिक है या श्रम द्वारा खर्च किया गया वास्तविक समय मानक से अधिक है क्योंकि सामग्री लागत विचरण की तरह श्रम लागत विचरण भी श्रम दर और इस राशि श्रम घंटे का एक फलन है इसलिए हमें यह देखना होगा कि क्या यहाँ वास्तव में उपयोग किए श्रम घंटे मानक की तुलना में अधिक हैं अर्थात श्रम की दक्षता नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है और यही श्रम लागत विचरण का कारण है या यदि यह मामला नहीं है तब हमें दुसरे कारण का पता लगाना होगा दूसरा कारण यह हो सकता है कि हमने जो वास्तविक कीमत अदा की है वह मानक मूल्य से अधिक है प्रथम दृष्ट्या ऐसा लगता है कि प्रति घंटे की मानक कीमत 2 रुपये और 25 पैसे थी और हमने जो वास्तविक कीमत अदा की है वह 2 रुपये और 50 पैसे प्रति घंटे है तो इसका मतलब है कि एक संभावित कारण यहां दिखता है कि हमने श्रम की वास्तविक दर का भुगतान मानक दर से अधिक किया है तो एक कारण यह हो सकता है कि श्रम लागत विचरण नकारात्मक या प्रतिकूल हो गया है यह कारण हो सकता है कि श्रम दर विचरण भी प्रतिकूल है इसलिए अब हमें श्रम दर विचरण की गणना करनी होगी तो उसके लिए सूत्र क्या है वास्तविक समय और वास्तविक समय कितना है वास्तविक समय 8750 घंटे है और फिर मानक समय है जब आप श्रम दर विचरण की गणना कर रहे हैं तो मानक श्रम दर भी है मानक श्रम दर कितना है 225 रुपए घटाव 250 रुपए तो अब यह विचरण कितना है यदि आप इस विचरण की गणना करते हैं तो यह विचरण 218750 रूपए प्रतिकूल है यह 218750 रूपए प्रतिकूल है एक कारण जो हमने यहाँ खोजा है वह यह है कि श्रम लागत विचरण 3875 से नकारात्मक हो गई है एक कारण यह है कि हमने वास्तविक दर 25 पैसे अधिक चुकाया है जबकि मानक दर 2 रुपये और 25 पैसे थी वास्तविक हमने 25 रूपए भुगतान किया है इसका मतलब है कि हमने प्रति घंटे श्रम लागत का 25 पैसे अतिरिक्त भुगतान किया है श्रम की वास्तविक कीमत श्रम के मानक मूल्य से अधिक हो गई है तो श्रम लागत विचरण का एक कारण श्रम दर विचरण है इसलिए 3875 प्रतिकूल विचरण में से 2875 की सीमा तक का नकारात्मक विचरण श्रम दर के कारण रहा है और अब हमें दूसरे भाग यानि श्रम दक्षता के लिए भी परिक्षण करना होगा कि श्रम का मानक समय क्या था श्रम का कितना वास्तविक समय खर्च किया गया है और फिर हमें यह तर्क करना होगा कि क्या श्रम दर और श्रम समय दोनों ही श्रम लागत के बढ़ने के कारण हैं या केवल एक तो यह केवल एक के कारण नहीं हो सकता है हम पहले ही नकारात्मक विचरण में उनका हिस्सा देख चुके हैं नकारात्मक श्रम लागत विचरण श्रम दर के कारण रहा है लेकिन दूसरा भाग भी इस नकारात्मक श्रम लागत और श्रम दक्षता विचरण का कारण हो सकता है श्रम समय जो वास्तव में उपयोग किया गया था वह निश्चित रूप से मानक समय से अधिक है तो इस प्रश्न के श्रम दक्षता विचरण और श्रम निष्क्रिय समय विचरण को मैं अगली कक्षा में करूँगा